सुप्रभात मित्रों हम मुद्दों या एक प्रकार की सतर्कता के बारे में चर्चा कर रहे हैं जब हमें ब्रेग्जिट संबंध उपयोग करने की जरूरत हैरेंज और एंडोरेंस की गणना करने के लिए एक जेट हवाई जहाज और प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए हमने L D रेशो के बारे में भी बात की है इन सभी को संख्याओं के लिए प्रारंभिक महसूस करने के लिए किया गया है हमारे पास एक व्याख्यान होगा जहां हवाई जहाज के लिए L D का प्रारंभिक अनुमान प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करने के बारे में बात की जाएगी जिसे आप डिजाइन करने जा रहे हैं कृपया समझें कि अब तक पिछले 2 व्याख्यानों में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं किसी विशेष मिशन की आवश्यकता के लिए आवश्यक ईंधन की प्रारंभिक मात्रा की गणना या अनुमान लगाने के लिए इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं रैमर की किताब से एक उदाहरण लूंगा जिसका मैं पिछले कुछ समय से अनुसरण कर रहा हूं और उस पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है और मैं उस उदाहरण को साझा करने का प्रयास कर रहा हूं इसलिए यदि आपके पास वह पुस्तक है जो आपके पास होनी चाहिए यदि आप वास्तव में डिजाइन में रुचि रखते हैं और आप पुस्तक पढ़ सकते हैं और ये 2 चीजें एक दूसरे के पूरक होंगीलेकिन एक बात को मत भूलो कि पुस्तक में जो कुछ भी दिया गया है और जो कुछ भी मैं बता रहा हूं उन्हें सीमित प्रयोगात्मक डेटा सीमित सांख्यिकीय डेटा के माध्यम से मान्य किया गया है उसी समय प्रौद्योगिकियां बहुत तेजी से बदल रही हैं इसलिए पिछले 10 साल या 10 साल पहले जो भी डेटा उपलब्ध है वह कितना अच्छा होगा यह एक बड़ा सवाल है इसलिए इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका मौलिक रूप से यह समझा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और इसमें अपनी अंतर्दृष्टि डालने की कोशिश करें और यह इस स्तर का एक विमान डिजाइन पाठ्यक्रम का पूरा उद्देश्य है तो मैं अब जल्दी से इसका उदाहरण लूंगामैं दोहराता हूं कि यह रैमर पुस्तक में दिया गया उदाहरण है वहां मिशन की आवश्यकता क्या है उस क्रू का वजन 800 पाउंड है याद रखें कि हम मापना चाहते हैं या अनुमान लगाना चाहते हैं कि प्रारंभिक सकल वजन क्या है W0WcrewWPLWeWf हमने इसे इस तरह से अलग किया और फिर हमने दिखाया कि मैं व्यक्त कर सकता हूं W0WcrewWPL1 WfW0 WeW0 हमने उस ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके खाली वजन अंश We कैसे प्राप्त किया जाए इस पर भी चर्चा की है लेकिन अंतिम 2 व्याख्यान हम एक प्रक्रिया की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि मुझे पता चल सके कि कितना ईंधन WfW0 आवश्यक है इसलिए अब हमने इसके लिए आवश्यक सभी कुछ कर लिया है ताकि WfW0 का प्रारंभिक अनुमान लगाया जा सके हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हमने एक उदाहरण के माध्यम से कितनी दूर तक समझा है उदाहरण है चालक दल का वजन 800 पाउंड पेलोड एवियोनिक्स 10000 पाउंड हो सकता है हम 30000 फीट की ऊंचाई पर मैक 06 में उड़ना चाहते हैंजब आप एक जेट संचालित इंजन का उपयोग कर रहे हैं तो हम पाएंगे कि इष्टतम ऊंचाई लगभग 30000 फीट ट्रोपोपॉज़ है वे सभी विवरण आएंगे जैसे ही हम बढ़ते हैं कि ईंधन की खपत की गणना कैसे करें हम कुछ संख्या ले रहे हैं और याद रखें जब मैं मैक संख्या के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे यह जानना होगा कि 30000 फीट पर ध्वनि की गति क्या है और यह 9948 फीट प्रति सेकंड है और इसका उद्देश्य 9114000 फीट की रेंज में जाने के लिए लगभग 1500 समुद्री मील की दूरी पर हो सकता है इसलिए मैं जाता हूं उतारता हूं चढ़ाई करता हूं उस 9114000 फीट पर जाता हूं लेकिन फिर मुझे वापस आना होगा अगर वह मेरी मिशन की आवश्यकता है जो एक परिवहन हवाई जहाज की तरह है जिसे मैं डिजाइन कर रहा हूं या एक लड़ाकू हवाई जहाज है जिसे मैं डिजाइन कर रहा हूं तो क्या मैं उतार सकता हूं ऑपरेशन करूंगा और फिर से आधार पर वापस आऊंगा यदि यह स्थिति है तो मुझे इस रेंज को अतिरिक्त रेंज के रूप में जोड़ना होगा तो हवाई जहाज यहाँ से चला गया चढ़ाई कर दी अब ऑपरेशन फिर से यहाँ वापस आ रहा है इसलिए मैं इस रेंज को 914000 से दो बार जोड़ रहा हूं और मैं फिर से 914000 जोड़ रहा हूं जो समझ में आ रहा है यह आवश्यक नहीं है कि मुझे हर बार यह करना होगा कि मैं बस यहां से आऊं और यहीं संभव हो कुछ दूरी एक ही बिंदु पर नहीं है लेकिन यह उदाहरण बता रहा है कि मैं उड़ रहा हूं चढ़ाई कर रहा हूं एक सीमा के लिए जा रहा हूं और फिर से बेस पर वापस आ रहा हूं इसका मतलब है मुझे उस सीमा को कवर करना होगा और यही कारण है कि यद्यपि R को इस उदाहरण के लिए डिज़ाइन किया गया है मैं अतिरिक्त रेंज ले रहा हूं यह मानते हुए कि ऑपरेशन उसी तरह हो रहा है यह उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि मिशन की आवश्यकता के दृष्टिकोण से सीमा को कैसे परिभाषित किया जाए यह सिर्फ एक संख्या अधिक महत्वपूर्ण है मुझे कैसे पता चलेगा कि ईंधन की खपत क्या है ईंधन की खपत क्या है तो अब आपके पास 0 से 1 है इसे हम वार्म अप और सेगमेंट कहते हैं और यदि आप ऐतिहासिक डेटा देखते हैं तो आपको यहाँ देखना होगा आपको यहां ऐतिहासिक मूल्यों को देखना होगा जो ऐतिहासिक डेटा के विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज पर आधारित हैं लेकिन कृपया समझें जब मैं इस वर्ग की एक मिशन आवश्यकता को डिजाइन कर रहा हूं मुझे एक बेस लाइन हवाई जहाज का चयन करना होगा जो कि कुछ हवाई जहाज उपलब्ध होगा जिसमें क्षमताएं होंगी इसके करीब इसलिए मैं प्रारंभिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए उस हवाई जहाज को चुनता हूं ऐतिहासिक मूल्य यह दर्ज किया गया है कि आम तौर पर 0 से 1 के लिए डब्ल्यू टेक ओफ W1W0 आमतौर पर 0970 है यह एक अंश है और हर प्रारंभिक डिजाइन चरण हम इस मूल्य को ले रहे हैं फिर इसी तरह 1 से 2 तक जो चढ़ाई है यह W2W1 है जो फिर से ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर 0985 है ये शुरुआती अनुमान हैं इसलिए एक बार जब आप हवाई जहाज को फ्रीज कर देते हैं और रिफाइनर तरीके से मूल्यांकन करना शुरू करते हैं तो ये नंबर संशोधित हो जाएंगे लेकिन ये ऐतिहासिक डेटा के आधार पर पर्याप्त शुरुआती अनुमान हैं तो मुझे पता है W1W0 यह है W2W1 यह है तो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ W1W0 0970 है W2W1 0985 है और मुझे यह मिटा देने दो तो मैंने 0 से 1 को संभाला है वार्मअप और फिर उतारना चढ़ना यह 2 है फिर मैं पहली रेंज के लिए जा रहा हूं जो लगभग 9114000 फीट है तो इस पर अगर मैं एक बिंदु 3 और बिंदु 4 डालूं तो यह एक लूप का प्रतिनिधित्व कर रहा है हम कहते हैं कि उदाहरण में 3 घंटे के लिए लोटर है तो यह फिर से 30 मिनट के लिए फिर से वापस आता है और यह मिशन है आवश्यकता इसलिए अगर मैं इस आरेख को संशोधित करता हूं तो मैं यहां 3 घंटे लिखता हूं और यहां भी आधा घंटे के लिए लूप करता हूं तो यह स्पष्ट है इसलिए मैं जो कर रहा हूं मैं वार्म अप कर रहा हूं उतारना चढ़ना क्रूज़ लोइटर फिर से क्रूज़ यह इस तरह से आता है या फिर इस वॉर्मअप की तरह दोहराया जाता है टेक ऑफ चढ़ाई 3 घंटे के लिए रेंज लोइटर पर जाएं और फिर से मैं वापस आता हूं यह वही है इसीलिए मैंने 914000 और फिर 914000 को देखने के बाद एक बार रेंज जोड़ दी है क्योंकि मैं जो मिशन कर रहा हूं वह इस प्रकार है अब W3W2 क्या है हम W3W2 W2W1 W1W0 में क्यों रुचि रखते हैं मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 से 1 तक ऑपरेशन करने के बाद उसका वजन W1 क्या है इसलिए यह मुझे ईंधन की खपत देगा क्योंकि W0 W1 उस बिंदु पर खपत होने वाला ईंधन होगा इसलिए 𝑊2 को जानने के बाद इस ऑपरेशन के दौरान ईंधन की खपत W3W2 क्या होगी हम जानते हैं कि यह 2 से 3 क्रूज़ है इसलिए मैं R के बराबर 9114000 फीट लिख सकता हूं यह आवश्यकता है और C हमने ठेठ जेट SFC क्रूज देखा है हमने टर्बोफैन को उच्च बाईपास अनुपात लेने का फैसला किया है कम बाईपास अनुपात कम क्यों नहीं उच्च पास अनुपात पर बाद में चर्चा की जाएगी अभी हम यह मान रहे हैं कि जिन चीजों को आप जानते हैं फिर ईंधन अंश की गणना कैसे करें तो मैं फिर से जेट के लिए टर्बोजेट या विशिष्ट SFC में आता हूं मैं शुद्ध टर्बोजेट देख सकता था फिर क्रूज के लिए मुझे C या SFC का मूल्य 09 मान लेना चाहिए अगर यह लोइटरिंग है तो यह 08 है लेकिन हम उच्च बाईपास अनुपात टर्बोफैन में रुचि रखते हैं इसलिए मैं क्रूज़ के लिए 05 लूंगा और 04 लोटर ये फिर से ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होंगे इसलिए मैं 05 लेता हूं और यदि आप तालिका में देखते हैं तो इसे प्रति घंटे दिया जाता है तो यह प्रति घंटे है इसलिए हमें इस तरह की तालिकाओं का उपयोग करने इकाई को देखने के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है लेकिन हमें इसे प्रति सेकंड में बदलना होगा क्योंकि हम FPS सिस्टम में काम कर रहे हैं इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह 00001389 प्रति सेकंड हो जाता है अब सवाल आता है मुझे क्या LD लेना चाहिए जैसा कि मैंने आपको जेट इंजन के लिए कहा था कि यदि आप अधिकतम सीमा तक जा रहे हैं तो इसे LD मैक्स के 0866 पर उड़ान भरना चाहिए और कल मैंने एक उदाहरण दिया कि आपके द्वारा देखे गए अलग अलग हवाई जहाज के लिए LD मैक्स पर एक सत्र भी होगा LD मैक्स का मूल्य कहीं न कहीं 16 से 20 ड्रीमलाइनर और सभी के बीच है A 380 20 के करीब पहुंच रहा है लेकिन यह 16 15 16 17 18 के आसपास है जो आम तौर पर इस प्रकार के हवाई जहाज के लिए होता है इसलिए परीक्षण के मामले में हम 16 के रूप में LD अधिकतम लेंगे हम यह भी प्रदर्शित करेंगे कि ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके यह LD अधिकतम कैसे ले सकता है कल या अगली कक्षा में हो सकता है लेकिन 16 एक खराब संख्या नहीं है जिसे हमने कल देखा है तो उस स्थिति में तब L D जो रेंज के लिए उपयोग किया जाएगा लगभग 139 होगा यह महत्वपूर्ण है 0866 LD और रेंज सूत्र से आप देखेंगे W3W2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है W3W2 e RCVLD0852 R आप जानते हैं C आप जानते हैं V आप जानते हैं अगर मैं इसकी गणना करना चाहता हूं तो मुझे R का मान ज्ञात करना होगा जो वहां दिया गया है C जिसे हमने आयाम के लिए सही किया है L D यह लगभग 139 है V क्या है V 06 मैक है 06 मैक का अर्थ 06 गुना ध्वनि के वेग जो 30000 फीट में है तो V होगा 06 गुना ध्वनि के वेग के बराबर होगा और वह 9948 है 𝑉06∗99485699 𝑓𝑡𝑠 मैं इस अनुपात W3W2 को प्राप्त करने के लिए दोहराता हूं मुझे R C V L D का मूल्य जानना होगा यदि आप प्लग इन करते हैं तो आपको यह अनुपात 0852 के बराबर W3W2 मिलेगा हम W3W2 की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं हमें R C V और L D का मूल्य जानना होगा आर हम C जानते हैं LD हम जानते हैं V हम जानते हैंहवाई जहाज 06 मैक पर उड़ रहा है तो V होगा 06 गुना ध्वनि के वेग 30000 फीट के बराबर होगा और वह 9948 फीट प्रति सेकंड है अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह लगभग 596 फीट प्रति सेकंड हो जाता है ये मोटे तौर पर आप इसे स्वयं करने वाले हैं और फिर W3W2 0852 होगा एक बार हमने W3W2 का पता लगा लिया अब हम W4W3 में रुचि रखते हैं W4W3 के दौरान मिशन क्या है यह 3 घंटे के लिए लाइटर माना जाता है तो अब 3 घंटे के लिए लाइटर मतलब फिर से हमें FPS इकाई में बदलना होगा तो यह 10800 सेकंड है और C का क्या मूल्य मुझे लेना चाहिए क्योंकि हम उच्च बाईपास टर्बोफैन का उपयोग कर रहे हैं हमने देखा है कि ऐतिहासिक मान 04 है इसलिए हम C को 04 के बराबर लेते हैं यह प्रति घंटे प्रति सेकंड में परिवर्तित होता है और यह 0000111 प्रति सेकंड होगा मैं फिर से अपने आप को गणना करने और फोरम में चर्चा करने के लिए हर किसी को दोहराता हूं और यह सबसे अच्छी रेंज लाइटर के लिए C SFC है जो उच्च बाईपास अनुपात के साथ टर्बोफैन के लिए 05 अनुशंसित था 05 या ऐतिहासिक आधार संख्या 05 है अब यदि आप जेट के लिए एंडोरेंस के सूत्र पर वापस जाते हैं तो आप देखते हैं कि यह L D के समानुपाती है यदि आप E अधिकतम चाहते हैं तो आपको L D अधिकतम पर उड़ान भरनी होगी रेंज के मामले के विपरीत जहां आपको 8666 प्रतिशत L D अधिकतम पर उड़ान भरना है इसलिए अब L D अधिकतम के बाद से हमने लगभग 16 को चुना है इसलिए लाइटर आकलन के लिए आवश्यक L D को भी 16 लिया जाएगा और फिर W4W3 यदि आप उस अभिव्यक्ति को देखते हैं और व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे W4W3e ECLD09277 और E के मूल्य को 10800 सेकंड C 0000111 प्रति सेकंड L D में 16 के रूप में रखें यह मान 09277 होगा बस यहाँ इस मूल्य को देने के लिए कोष्ठक में इस पूरे शून्य से 0075 आना चाहिए तो W4W3 हमें ज्ञात है अब हमें W5W4 W5W4 क्या है 4 से 5 तक ऑपरेशन क्या है यह हमारी आवश्यकता के अनुसार फिर से है हमने कहा कि इसे इस रेंज के लिए उड़ान भरने दो यह मानते हुए कि यह फिर से आधार पर वापस आ रहा है यह रेंज अलग हो सकती है हवाई जहाज अन्य दूरी पर कुछ अन्य दूरी कुछ अन्य सीमा पर उतर सकता है लेकिन हमने उदाहरण के लिए लिया है वापस आ रहा है तो हम 914000 फीट डाल रहे हैं तो W5W3 W3W2 के समान होगा और W3W2 0852 था इसलिए मैंने 0852 डाला अगर यह रेंज अलग थी तो यह अनुपात बदल जाएगा लेकिन चूंकि वे समान हैं इसलिए मैं कोई दोहराई गई गणना नहीं कर रहा हूं तो यह मान यहाँ है अब W5W4 है तो यह W5W4 होगा तो W5W4 0852 है जो W3W2 के समान अनुपात है क्योंकि रेंज समान हैं अब आप W6W5 की तलाश करना चाहते हैं जो कि मिशन की आवश्यकता के अनुसार 30 मिनट के लोटर के अनुरूप है और 30 मिनट का अर्थ है 1200 सेकंड फिर हमें W6W5 का उपयोग करना होगा W6W5e ECLD C हमें पता है E हमें लगभग पता है जो 1200 सेकंड है L D जानते हैं हम जानते हैं कि यह L D अधिकतम होगा तो यह अनुपात 09917 होगा इसके बाद W7W6 आता है जो कि ऐतिहासिक डेटा के अनुसार है जो लगभग 0995 लेने की सलाह देता है जैसा कि आप इस संख्या के डिजाइन के बारे में अधिक सीखना शुरू कर देंगे आप जिसको परिष्कृत कर रहे हैं वह सही होगा यह शुरुआती संख्या है इसलिए हमने जो किया है वह हमने देखा है W1W0 W2W1 W3W2 W4W3 W5W4 W6W5 W7W6 तो मुझे W0 यहां लिखने दो तो W7W6 यंत्रवत् इन सभी चीजों को यंत्रवत् रूप से स्पष्ट कट समझ के साथ क्या करना है कि हम किस इकाई का उपयोग कर रहे हैं और कई बार हम ऐतिहासिक रूप से आधारित डेटा का उपयोग कर रहे हैं और यह अभ्यास एक डिजाइन की शुरुआत के लिए सिर्फ प्रारंभिक संख्या डिजाइन संख्या प्राप्त करना है हमें W1W0 W2W1 W3W2 W4W3 W5W4 W6W5 W7W6 मिल गए हैं हमारा उद्देश्य यह देखना है कि ईंधन अंश क्या है अब हम इसे गुणा करते हैं W7W0W1W0W2W1W3W2W4W3W5W4W6W5 W7W6 अगर मैं इसे इस तरह लिखता हूं अगर मैं इन सभी अंशों का उत्पाद लेता हूं तो मुझे आखिर क्या मिलेगा मुझे W7W0 मिलता है हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि Wf ईंधन की खपत क्या है ईंधन की खपत क्या होगी आपने W0 के साथ शुरुआत की हमें यहां से देखें आपने यहां से शुरुआत की जब वजन W0 था क्या सारे ऑपरेशन हुए और यहां उतरे उस समय वजन W7 है और यह मानकर कि बीच में तुमने कुछ भी नहीं किया है लेकिन उड़ान तो W0 और W7 के बीच का अंतर सही ईंधन खपत की मात्रा होगी तो मैं कहता हूं कि Wf बराबर है WfW0 W7 यह स्पष्ट है मैं यहां से शुरू करता हूं W0 यह जो भी मैं करना चाहता हूं मैं इसे यहां लैंड करता हूं कहते हैं कि यह 7 वां बिंदु है मैंने W0 से शुरू किया और अंतिम W7 है और अंतर ईंधन की खपत है अब जहां WfW01 W7W0 अब यहां देखें कि क्या मैं सभी अंशों ईंधन अंशों को कई चरणों में गुणा करता हूं जो मुझे वास्तव में W7W0 मिलते हैं मुझे बस 1 से उस मूल्य को घटाना है मुझे ईंधन अंश WfW0 मिलेगा तो यह प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने का एक ऐसा होशियार तरीका है इस अभ्यास को पूरा करने के लिए हमें ऐसा करने दें तो मैं देखूंगा W7W0 होगा W7W009709850852092770852099170995 ये इस अंश के सभी मूल्य हैं जिन्हें हमने पहले ही मान लिया है और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे 0635 का मूल्य मिलता है तो W7W0 0635 है मैं WfW0 का पता लगाना चाहता हूं फिर क्या होगा यह होगा WfW01 0635 लेकिन आप 106 सामान्य अभ्यास से गुणा करते हैं मैं 6 प्रतिशत बढ़ा रहा हूं क्योंकि 6 प्रतिशत ईंधन टैंक में फंसे ईंधन की ओर जिम्मेदार है कुछ प्रतिशत ईंधन 5 6 प्रतिशत के आसपास है इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगा तो इसीलिए हम यह मार्जिन रख रहे हैं और अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह मोटे तौर पर हो जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह 0387 होगा पूछने से पहले कृपया इसे स्वयं करें WfW01 0635106 हम ये सब क्यों कर रहे हैं फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमारा उद्देश्य W0 था W0100008001 0387 093W0 007 यह WfW0 के अनुरूप है और यह WeW0 से मेल खाती है क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति W0WcrewWPL1 WfW0 WeW0 यदि आप खाली वजन अनुमान पर फिर से मेरे व्याख्यान में देखते हैं तो हमने अभिव्यक्ति WeW0 दी है सांख्यिकीय डेटा के आधार पर फिर से यह रेमर पुस्तक से है यह यह Kvs था बेशक हमने 1 Kvs मान लिया है यह सामग्री कंपोजिट या किसी अन्य सामग्री के आधार पर भिन्न हो सकता है लेकिन हम यहां 1 ले रहे हैं और जिस प्रकार के हवाई जहाज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यदि आप उस तालिका को देखते हैं कि A और C का मान कैसे है तो यह आमतौर पर एक बॉम्बर का प्रतिनिधित्व करता है और उस स्थिति में तालिका में A का मान 093 और C का मान माइनस 007 है यदि आप एक नागरिक विमान डिजाइन कर रहे हैं तो तदनुसार आपको वह मूल्य देखना होगा जो ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न होता है इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं W0100008001 0387 093W0 007 तो हमारा उद्देश्य क्या है अब हमारा उद्देश्य 𝑊0 का प्रारंभिक अनुमान प्राप्त करना है तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ रखे 𝑊0 के कुछ मान का चयन करें और देखें कि यह वे परिवर्तित हो रहे हैं या नहीं या आमतौर पर संख्यात्मक विधि जो आपके ऊपर है उदाहरण कहता है कि आप सरल विधि अपनाते हैं आप यहां कुछ संख्या डालते हैं और अपने बाएं हाथ को देखते हैं जो समान है या नहीं और आप पाएंगे कि ये अभिसरण करेंगे जब बस आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे लेकिन आज का परिदृश्य आप ऐसा कर सकते हैं कई तरीकों से आप इसका समाधान जान सकते हैं लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है 𝑊0 We W0 और 𝑊0 की गणना की जा रही है क्योंकि हम देखते हैं कि W0 निर्णय करता है We W0 का मूल्य क्या है क्योंकि यह W0 के फ़ंक्शन के रूप में दिया गया है यही कारण है कि आपके पास इस प्रकार का मुद्दा है हम 50000 पाउंड से शुरू करते हैं और यह मान 04361 है यदि आप उस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं तो यह आपको 61057 के आसपास देगा यदि आप इसे 59300 पर बनाते हैं तो यह मान 04309 है और यह 59311 है और यदि आपके पास 59310 है तो यह मान 04309 है और यह 59309 है तो यह लगभग अभिसरण है तो आप कहते हैं 𝑊0 शुरू में 59310 पाउंड के रूप में शुरू कर सकता हूं और फिर आप मिशन की आवश्यकताओं से देखते हैं निकटतम विमान क्या है आपने कौन सा आधार रेखा लिया है और आप पाएंगे कि ये चीजें ठीक हैं यह संख्या उस संख्या के करीब होनी चाहिए जो आधार रेखा के माध्यम से उपलब्ध हो रही है यह व्यापक रूप से भिन्न नहीं हो सकता है तो कुछ गलत है हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इस संख्या को कैसे महसूस किया जाए WfW0 कोई कहता है 04 या 05 सही संख्या क्या होनी चाहिए इसलिए एक बार जब आप यंत्रवत् जानते हैं कि यह कैसे करना है तो अब आप इस तरह के हवाई जहाज के लिए कितने WfW0 पर एक डिजाइनर परिप्रेक्ष्य डालेंगे और यही एक डिजाइनर का सार है